इस आरेख में दिखाए गए अनुसार AD7 से AD 0 लाइनों का डीमल्टीप्लेक्सिंग किया जाता है तो 8085 में एड्रेस लाइनों A8 से A15 लगातार 3 क्लॉक साइकिल के लिए उच्च क्रम एड्रेस बस पकड़ें रहता है फिर मेमोरी अक्ष के पहले क्लॉक साइकिल में तो ये A7 से A0 तक की रेखाएं हैं तो उन बिट्स को इन पिनों AD7 से AD0 पर डाल दिया जाता है और साथ ही यह ALE सिग्नल जेनरेट होता है इसलिए बाहरी रूप से हम A7 से A0 के मूल्यों को इस लैच में संग्रहीत करने के लिए 8 बिट लैच का उपयोग करते हैं और इस लैच से A 7 से A 0 तक की इस लाइन तो हमें यहां एक स्पष्ट मूल्य मिलता है क्योंकि पहले क्लॉक साइकिल के बाद इस ALE सिग्नल को हटा दिया जाएगा नतीजतन पहले क्लॉक साइकिल में यहां जो भी मूल्य लगाया गया था वह शेष 2 क्लॉक साइकिल के लिए यहां रहेगा तो आपको यहां एक स्पष्ट A0 से A7 मान मिलता है तो यह A 8 से A 15 यहाँ है 3 क्लॉक साइकिल के लिए है और A 0 से A 7 भी 3 क्लॉक साइकिल के लिए है और अब यह मेमोरी 16 बिट एड्रेस प्राप्त करने वाली है तो यह इस मूल्य को मेमोरी स्थान सामग्री डी 7 से डी 0 में उत्पन्न कर सकता है और यह डेटा बस लाइन से जुड़ा होगा तो इस तरह से या अगर यह है कि मेमोरी प्रोसेसर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है तो यह इन मल्टीप्लेक्स पिनों पर डेटा बस D 0 से D 7 का मान डाल सकता है लेकिन ALE उत्पन्न नहीं होता है तो यह इस डी 0 से डी 7 पर उपलब्ध होगा तो ALE क्लॉक साइकिल T 1 के पहले क्लॉक साइकिल के दौरान एक पल्स के रूप में कार्य करता है और हम एड्रेस को लैच कर पाएंगे और फिर जब ALE सिग्नल लौ होता है एड्रेस इस AD 7 से 0 लाइन में सेव किया जाता है और इसका उपयोग उनके उद्देश्य के लिए द्विदिश डेटा लाइन के रूप में किया जा सकता है तो इसके लैच होने के बाद हम इसका उपयोग कर सकते हैं तो यह हिस्सा डेटा बस के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है तो समग्र चित्र यह कैसा दिखता है तो मेमोरी और यह प्रोसेसर 8085 उसके जैसा तो 8085 से हमें लगता है कि हमें एक मेमोरी चिप मिली है जो एक किलोबाइट चिप है तो यह मेमोरी चिप में तो अगर 1K स्थान हैं और प्रत्येक स्थान 8 बिट चौड़ा है ठीक तो चूंकि यह एक किलोबाइट मेमोरी है तो इसका मतलब है मुझे इस चिप के भीतर अलग अलग स्थानों तक पहुंचने के लिए 10 एड्रेस लाइनों की आवश्यकता है तो यह ए 0 से ए 9 है तो उन्हें वास्तव में इस विशेष मेमोरी एक्सेस करने के लिए आवश्यक है क्योंकि इस मेमोरी को 10 बिट एड्रेस लाइन मिली है तो इसमें से यह कहें कि यह A 0 से A 7 इस लैच से आएगा और यहाँ A 8 से A 15 जा रहे हैं तो वहां से मुझे A 8 और A 9 कनेक्ट करने की आवश्यकता है तो वे 2 बिट्स यहां से आ रहे हैं 8 बिट्स यहां से पूरी तरह से 10 बिट्स बनायेंगे A 0 से A 9 वे यहां आएंगे शेष लाइनें A 10 से A 15 वे कुछ चिप सिलेक्शन लॉजिक सर्किटरी को जाएंगे तो जैसा कि हमने उस मेमोरी इंटरफेसिंग क्लासेस में चर्चा की है हमारे पास कुछ प्रकार के डिकोडर हो सकते हैं जिनके द्वारा हम इस चिप के लिए उपयुक्त चिप सेलेक्ट सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं तो जो भी एड्रेस सीमा हो जिसमें हम इस चिप को रखना चाहते हैं तदनुसार हम इस डिकोडर आउटपुट को मेमोरी चिप के चिप सेलेक्ट लाइन से जोड़ सकते हैं तो उस एड्रेस सीमा के अनुसार यह मेमोरी चयनित हो जाएगी अब जहां तक इस AD 7 से AD 0 लाइन का संबंध है तो यह बाईडायरेक्शनल है तो हालांकि यह स्पष्ट रूप से यहां नहीं दिखाया गया है लेकिन यह बाईडायरेक्शनल लाइन है क्योंकि डेटा बस भी वहाँ है तो यह शुरू में यहाँ आ जाएगा लैच इसे लैच कर देगा लेकिन डेटा बस को इस D 0 से D 7 लाइन से जोड़ा जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि मुझे यहां एक स्वच्छ डेटा बस लाइन मिल रही है क्योंकि एड्रेस बस को अलग कर दिया गया है इस बिंदु पर इसे अलग कर दिया गया है तो यह सीधे मेमोरी चिप के डेटा बिट्स से जुड़ा हुआ है तो और भी हमें इस चिप को एक्सेस करने की आवश्यकता है जब यह मेमोरी रीड ऑपरेशन या मेमोरी राइट ऑपरेशन कर रहा हो तदनुसार यह रैम चिप इसे एक कण्ट्रोल और एक WR कण्ट्रोल मिला है यदि आप मेमोरी से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इस RD लाइन को 0 किया जाना चाहिए यदि आप इस मेमोरी पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो यह WR लाइन 0 बनाया जाना चाहिए ये लाइन्स कैसे उत्पन्न होती हैं तो ये RD और IO M द्वारा उत्पन्न होते हैं तो ये 2 लाइनें इनवर्टेड की जाती है और फिर यह NAND गेट है तो तदनुसार हम मेमोरी रीड बार लाइन प्राप्त करते हैं तो वह यहाँ RD कनेक्शन के लिए जाएगा इसी तरह यह WR लाइन और यह IOM लाइन तो जब वे एक NAND गेट होते हैं कि वे इनवर्टेड होते हैं और फिर NAND गेट और फिर यह मेमोरी रीड बार सिग्नल जनरेट करता है और यह मेमोरी के राइट बार लाइन में जाता है तो इस तरह से चिप 8085 प्रोसेसर के साथ हस्तक्षेप किया जा सकता है तो यदि आपको कई ऐसे चिप्स मिल गए हैं तो यह चिप सिलेक्शन सर्किटरी अधिक जटिल हो जाएगी तदनुसार कई चिप सेलेक्ट सिग्नल उत्पन्न होंगे और वे विभिन्न प्रोसेसर को दिए जाएंगे जहां विभिन्न मेमोरी चिप्स हैं अगला हम 8085 के इंस्ट्रक्शंस पर गौर करेंगे तो किसी भी माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करने के लिए हमें कुछ चीजों को समझने की जरूरत है पहला जो हमने पहले ही देखा है वह जनरल पर्पस रजिस्टर का सेट है जो प्रोसेसर बी सी डी एच एल का समर्थन करता है मेरे 8085 के मामले में तो यह एक बात है दूसरी बात जो हमें जानने की जरूरत है वह है इंस्ट्रक्शंस का सेट तो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो समर्थित हैं तो इन 2 चीजों को एक साथ लिए जाने पर प्रोसेसर प्रोग्रामिंग मॉडल या संक्षेप में PPM के रूप में जाना जाता है तो जब भी मैं एक नए प्रोसेसर के बारे में बात कर रहा हूं जिसे मुझे सीखने की कोशिश करनी चाहिए इस माइक्रोप्रोसेसर के लिए प्रोसेसर प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है और एक बार मैं उन संसाधनों के बारे में जानता हूं जो मेरे पास हैं मैं उन इंस्ट्रक्शंस को जानूंगा जो मेरे हाथ में हैं और तदनुसार मैं उस माइक्रोप्रोसेसर के लिए प्रोग्राम लिख सकता हूं तो चूंकि 8085 एक 8 बिट डिवाइस है इसमें केवल 28 इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं हालाँकि हम पहले ही देख चुके हैं कि यह केवल 246 संयोजनों का उपयोग करता है और यह केवल 74 इंस्ट्रक्शंस का कुल प्रतिनिधित्व करता है और अधिकांश इंस्ट्रक्शंस में स्वाभाविक रूप से एक से अधिक प्रारूप हैं तो 74 इंस्ट्रक्शंस और वे 246 संयोजनों का उपयोग कर रहे हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस में एक से अधिक प्रारूप हो सकते हैं और यदि आप इंस्ट्रक्शंस का समूहन करते हैं तो उन्हें 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है डेटा ट्रांसफर अरिथमेटिक ऑपरेशन लॉजिक ऑपरेशन ब्रांच ऑपरेशन और मशीन कंट्रोल ऑपरेशन तो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन सीपीयू रजिस्टरों के बीच मेमोरी स्थानों के बीच सीपीयू रजिस्टर और मेमोरी स्थानों के बीच डेटा ट्रांसफर करेगा उस तरह से डेटा कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है एक स्थान एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज में एक स्टोरेज स्थान से दूसरे स्टोरेज स्थान पर फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन वे अरिथमेटिक ऑपरेशन बताएंगे जो हम कर सकते हैं लॉजिक ऑपरेशंस हम AND OR NAND NOR आदि जैसे लॉजिक चीजों के बारे में बात करेंगे ब्रांच इंस्ट्रक्शन वास्तव में कण्ट्रोल ट्रांसफर करने के लिए हैं जैसे अगर किसी प्रोग्राम में आप लूप को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं या आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में इफ देन एल्स प्रकार की संरचना को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको इन ब्रांच ऑपरेशन्स की आवश्यकता होगी जिसमें आपको एक स्थान से अन्य स्थान जम्प करना होगा कुछ शर्त के आधार पर ताकि ब्रांच ऑपरेशन उपयोगिता में आ जाए और कुछ मशीन कण्ट्रोल ऑपरेशन्स हैं जिनके द्वारा आप प्रोसेसर के व्यवहार के तरीके को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम उन्हें बाद में देखेंगे तो प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को 2 भागों से युक्त माना जा सकता है पहला भाग उस कार्य या ऑपरेशन के बारे में बात करता है जिसे हम करना चाहते हैं और इसे ओपकोड पार्ट कहा जाता है तो ओपकोड शब्द ऑपरेशन कोड के लिए है तो यह हिस्सा हमें बताता है कि ऑपरेशन क्या है जिसे मैं करना चाहता हूं और दूसरे भाग को ऑपरेंड कहा जाता है वह ऑपरेशन क्या है किस डेटा पर हम उस ऑपरेशन को करना चाहते हैं तो यह ऑपरेंड है और जैसा कि आपने देखा कि 246 अलग अलग संयोजन हैं जो 8085 द्वारा समर्थित हैं केवल 74 अन्य इंस्ट्रक्शंस के लिए तो 74 अलग अलग ओपकोड हैं जो हम इसलिए 8085 प्रोसेसर द्वारा समर्थित हैं और विभिन्न प्रकार के ऑपरेंड को देखने के बाद जो संभव है तो यह संख्या 246 तक पहुंच जाती है तो इन ऑपरेंड को बदल बदल करके एक ही ओपकोड के लिए हम अलग अलग इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर सकते हैं तो पहला इंस्ट्रक्शन का समूह MOV इंस्ट्रक्शन है यह एक डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन है आप स्रोत से गंतव्य तक डेटा की प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं यह इंस्ट्रक्शन MOV शॉर्टहैंड है move का जब MVI मूव इमीडियेट है फिर LDA जो लोड एक्यूमिलेटर है और एसटीए है जो स्टोर एक्यूमिलेटर है कहते हैं वे रजिस्टरों के बीच स्थानांतरण करते हैं इस तरह के MOV इंस्ट्रक्शन जैसे कि आप MOV B C कह सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि इस सी रजिस्टर की सामग्री को बी रजिस्टर में ले जाया जाएगा आप के पास MVI B56 हो सकताहैं इसका मतलब है मैं मूल्य 56 को रजिस्टर B में स्थानांतरित करना चाहता हूं तो इस तरह से विभिन्न ऑपरेशन जो हम विभिन्न move में कर सकते हैं जो हम 8085 में कर सकते हैं इसी तरह यह एलडीए और एसटीए इंस्ट्रक्शन है तो यह LDA और STA के इंस्ट्रक्शन हैं तो उन्होंने मूल्यों को एक्यूमिलेटर में स्थानांतरित करने के तरीके के बारे में बात की हैं तो आप मेमोरी लोकेशन से तो आप उस मान को एक्यूमिलेटर में लोड कर सकते हैं तो यह LDA इंस्ट्रक्शन है इस LDA 1000 की तरह कुछ है तो यह अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि एक्यूमिलेटर को मेमोरी लोकेशन 1000 की सामग्री मिलेगी तो इसे मेमोरी लोकेशन 1000 की सामग्री मिलेगी इसी तरह आपको STA मिला है STA 2000 कहें तो इसका मतलब है कि मेमोरी लोकेशन 2000 को एक्यूमिलेटर रजिस्टर की सामग्री मिल जाएगी तो इस तरह मैं इस डेटा ट्रांसफर एक्यूमिलेटर और मेमोरी स्थानों के बीच कर सकता हूं या आप कुछ MOV इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं ताकि हम बाद में देखेंगे तो अन्य रजिस्टरों जैसे सीपीयू रजिस्टर कहने के लिए इसी तरह के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस डेटा ट्रांसफर को मेमोरी से करने को और रजिस्टरों के बीच हमें MOV इंस्ट्रक्शन मिला है MOV इंस्ट्रक्शन मेमोरी स्थानों के बीच और मेमोरी स्थान के बीच और सीपीयू रजिस्टर के बीच या सीपीयू रजिस्टर और मेमोरी के बीच के लिए है या एलडीए एलडीए और एसटीए दोनों के लिए है ये विशेष हैं तो ये केवल एक्यूमिलेटर के संबंध में हैं और यह एमवीआई इमीडियेट के लिए है तो यदि आप कुछ रजिस्टर में कुछ कांस्टेंट मूल्य को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो आप इस MVI इंस्ट्रक्शन का उपयोग कर सकते हैं स्रोत में डेटा नहीं बदला गया है तो ये सभी MOV इंस्ट्रक्शन या लोड या स्टोर इंस्ट्रक्शन को उस स्रोत को संग्रहीत करते हैं जहां से डेटा स्थानांतरित किया जा रहा है तो यह परिवर्तन नहीं है तो कुछ अर्थों में यह एक मूव नहीं है यह मूल रूप से एक कॉपी ऑपरेशन है तो इसीलिए कहा जाता है कि यह केवल एक कॉपी ऑपरेशन है अगले इंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि एक विशेष इंस्ट्रक्शन है जिसे LXI कहा जाता है तो यह लोड एक्सटेंडेड इमीडियेट है तो लोड एक्सटेंडेड इमीडियेटLXI है तो यह 16 बिट मान लोड करने के लिए है कुछ रजिस्टर पेअर पर तो LX का प्रारूप इस LXI Rp के कुछ 16 बिट मान की तरह है तो इसका मतलब यह है कि उस रजिस्टर जोड़ी में हम सीधे इस 16 बिट मान को लोड करेंगे तो विशिष्ट उदाहरण LXI B 4000h कहा जाता है तो इसका मतलब है मैं एक हेक्साडेसिमल संख्या के बारे में बात कर रहा हूं तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स में आमतौर पर यही रिवाज है तो यदि आप करैक्टर H द्वारा संख्या में पालन करते हैं इसका मतलब है कि यह हेक्साडेसिमल संख्या है अन्यथा इसे डेसीमल संख्या के रूप में लिया जाता है यह असेम्बलर से असेम्बलर में भिन्न हो सकता है लेकिन यह कुछ सामान्य सम्मेलन है जो अधिकांश असेम्बलर में उपयोग किया जाता है तो इन 4000 हेक्स इस मूल्य को इस बी रजिस्टर जोड़ी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो बी और सी एक 16 बिट रजिस्टर जोड़ी बनाते हैं तो यह 4000 नंबर बीसी जोड़े में जाएगा और हायर ऑर्डर बाइट बी रजिस्टर में जाएगा और यह 00 लोअर ऑर्डर बाइट के निचले रजिस्टर में जाएगा तो ऊपरी 2 डिजिट्स को जोड़ी के पहले रजिस्टर में रखा जाता है और निचले 2 डिजिट्स को जोड़े के दूसरे रजिस्टर में रखा जाता है तो यह LXI ऑपरेशन है फिर एक बार यह LXI सीखा गया है तो हम एक और बहुत ही दिलचस्प प्रकार के रजिस्टर के बारे में बात कर सकते हैं जिसे मेमोरी रजिस्टर कहा जाता है तो इसका क्या मतलब है कि आप कुछ मेमोरी लोकेशन एक रजिस्टर के रूप में मान सकते हैं 8085 में अधिकांश इंस्ट्रक्शंस एक मेमोरी लोकेशन का उपयोग एक रजिस्टर के रूप में कर सकते है एक विशिष्ट उदाहरण MOV M B है तो इसका क्या मतलब है कि हम रजिस्टर बी से डेटा को मेमोरी लोकेशन में कॉपी करना चाहते हैं तो बी रजिस्टर से डेटा को मेमोरी लोकेशन एम में कॉपी किया जाएगा लेकिन यह मेमोरी लोकेशन क्या है तो यह मूल रूप से एच एल जोड़ी द्वारा इंगित किया गया है तो H L जोड़ी मान लीजिए इस H L जोड़ी में मान 2000 है तो उस स्थिति में H L जोड़ी मूल्य को एक पॉइंटर के रूप में उपयोग किया जाएगा और यह वहाँ था तो और उस विशेष स्थान की स्थान सामग्री संशोधित हो जाएगी इसलिए यदि H L जोड़ी में मान 2000 है तो मेमोरी लोकेशन 2000 को रजिस्टर बी के मूल्य की एक प्रति मिल जाएगी इसलिए यह एक ऐसी तकनीक बन जाती है जिसके द्वारा आप पॉइंटर्स लागू कर सकते हैं तो आप H L जोड़ी को पॉइंटर्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं इसलिए एचएल के अलावा इस एचएल जोड़ी को उस LXI H प्रकार के इंस्ट्रक्शन द्वारा संशोधित किया गया है तो आप इसके लिए अन्य रजिस्टरों का भी उपयोग कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप एक इंस्ट्रक्शन MOV A M वह इंस्ट्रक्शन पिछला इंस्ट्रक्शन हम MOV M अल्पविराम B की बात कर रहे हैं या जब भी M ऑपरेंड है तो यह H L पेअर है जो पॉइंटर के रूप में कार्य करता है तो यदि आप कुछ अन्य रजिस्टर जोड़ी का उपयोग करना चाहते हैं पॉइंटर के रूप में आप इस LDAX इंस्ट्रक्शन का उपयोग करके कर सकते हैं तो LDAX Rp तो इसका मतलब है कि लोड एक्यूमिलेटर एक्सटेंडेड है और जिसका स्थान इस Rp द्वारा इंगित किया गया है तो आपके पास LDI LDAX B या LDAX D हो सकता है इस तरह आप कह सकते हैं कि तो अगर आप कहते हैं कि LDAX B ऑपरेशन है तो एक्यूमिलेटर को BC मेमोरी द्वारा इंगित इस मेमोरी लोकेशन की सामग्री मिल जाएगी यदि यह LDAX D है इसका मतलब है एक्यूमिलेटर को डीई जोड़ी द्वारा पॉइंटेड मेमोरी लोकेशन की सामग्री मिल जाएगी लेकिन यह HL जोड़ी को स्वीकार नहीं करेगा तो LDAX H एक वैध इंस्ट्रक्शन नहीं है यह H L जोड़ी को स्वीकार नहीं करता है तो HL जोड़ी का उपयोग इनडायरेक्ट एक्सेस उपयोग के लिए किया जाता है और जिसके द्वारा आप कुछ मेमोरी लोकेशन की सामग्री को कुछ रजिस्टर में प्राप्त कर सकते हैं और यह LDAX एक अन्य इनडायरेक्ट एक्सेस है जहां B और B C और D E जोड़े की यह सामग्री है उनका उपयोग इनडायरेक्ट एंट्रीजके रूप में किया जा सकता है तो यह इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड नामक चीज को जन्म देता है तो इसके बिना हम वास्तव में सीधे मेमोरी से डेटा का उपयोग करते हैं और हम इसे सीपीयू रजिस्टरों में लोड नहीं करते हैं तो अड्डीसन और इस सारे ऑपरेशन को करने के लिए तो यह आवश्यक है कि 2 ऑपरेंड हो जो हमें देने हैं हमें 2 ऑपरेंड प्राप्त करने हैं इन एक संभावनाओं को सीपीयू रजिस्टरों में हैं लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दूसरे ऑपरेंड को मेमोरी से भी प्राप्त कर सकते हैं तो इसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहा जाता है तो यह एक रजिस्टर पेअर का उपयोग करता है 16 बिट एड्रेस के रूप में जो कि पहचान करता है मेमोरी लोकेशन जिसे एक्सेस की जा रही है तो यदि आप एचएल जोड़ी का उपयोग कर रहे हैं तो यह रजिस्टर M के साथ है इसलिए जब भी आप इस रजिस्टर को एम के रूप में बता रहे हैं तो यह एचएल जोड़ी है और यदि यह बीसी या डीई जोड़ी है तो आपको एक्यूमिलेटर में मान को लोड करना होगा और फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन करना होगा तो ये अड्डीसन ऑपरेशन जैसे कहे अड्डीसन या अड्डीसन इमीडियेट तो कोई भी 8 बिट नंबर जोड़ा जा सकता है तोसामग्री मेरे पास यह ऐड इंस्ट्रक्शन है तो स्वाभाविक रूप से यह 8 बिट डेटा पर संचालित होता है और एक ऑपरैंड एक्यूमिलेटर है दूसरा ऑपरेंड वह ऑपरेंड है जिसे हमने निर्दिष्ट किया है उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं जैसे Add आप कह सकते हैं जैसे ADD B जिसका अर्थ है कि A रजिस्टर को A प्लस B मिलेगा ऐसा संभव है या आप कह सकते हैं कि ऐड इमीडियेट 5 तो इसका मतलब है Aरजिस्टर में A प्लस 5 मिलेगा इस तरह हमारे पास यह इमीडियेट ऑपरेंड हो सकता है और हमारे पास इस संख्या का अड्डीसन हो सकता हैं तो दूसरी संभावना यह है कि हमारे पास यह है कि हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर सकते हैं तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अड्डीसन के सामान है लेकिन यह पहले प्रतिद्वंद्वी से दूसरे ऑपरेंड एक से दूसरे संख्या को घटाएगा और नहीं तो बात सामान है तो यह एक्यूमिलेटर का सब्ट्रैक्शन हो सकता है और परिणाम एक्यूमिलेटर में संग्रहीत किया जाता है इसलिए हम दोनों ADD और SUB इंस्ट्रक्शन में डेस्टिनेशन एक्यूमिलेटर है तो उसके बाद दूसरा सोर्स ऑपरेंड कुछ और हो सकता है लेकिन डेस्टिनेशन हमेशा एक्यूमिलेटर होता है तो यदि आप मेमोरी को ऑपरेंड में से एक के रूप में उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एच एल जोड़ी सही मेमोरी लोकेशन की ओर इशारा करती है जो कि अड्डीसन सब्ट्रैक्शन वगैरह के लिए इंस्ट्रकशन में उपयोग किया जाएगा तो आपके पास यह ADD M इंस्ट्रक्शन हो सकता है तो ADD M यह क्या करेगा यह मेमोरी लोकेशन की सामग्री जो HL रजिस्टर द्वारा पॉइंटेड कि गयी है की सामग्री के साथ एक्यूमिलेटर सामग्री को जोड़ देगा और परिणाम एक्यूमिलेटर में संग्रहीत किया जाएगा इसी तरह हमारे पास SUBM है जो एक रजिस्टर से H L द्वारा इंगित की गई मेमोरी लोकेशन के मूल्य को घटा देगा और मूल्य को एक्यूमिलेटर में संग्रहीत किया जाएगा इसी तरह आपके INR M इन्क्रीमेंट M डिक्रीमेन्ट M तो ये भी संभव हैं इसलिए HL जोड़ी का इनडायरेक्ट एड्रेस के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो अन्य ऑपरेशन अन्य अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि हमारे पास यह इन्क्रीमेंट डिक्रीमेन्टऑपरेशन है तो आप इसे सीधे कुछ रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन के संबंध में कर सकते हैं और हमें एक्यूमिलेटर को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है तो अन्य ऑपरेशन जैसे ऐड ऑपरेशन सब ऑपरेशन क्या हो रहा है कि परिणाम एक्यूमिलेटर में संग्रहीत होता है और अब मान लीजिए कि मुझे केवल इन्क्रीमेंट B की आवश्यकता है इसलिए यदि मुझे यह सीधे संभव नहीं है तो क्या आवश्यक होगा कि बी सामग्री एक्यूमिलेटर के पास आएगी फिर इसे इन्क्रीमेंट किया जायेगा और मान वापस बी रजिस्टर में संग्रहीत किया जाएगा तो यह उस रजिस्टर की पिछली सामग्री को नष्ट कर देगा जो हमेशा एक प्रोग्राम के लिए उचित नहीं है जो कण्ट्रोल प्रवाह को कठिन बना देगा तो बेहतर क्या है कि इस इन्क्रीमेंट डिक्रीमेन्ट के लिए हम एक्यूमिलेटर को सीधे शामिल नहीं करते हैं और जब तक कि यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जाता है कि INR A जहाँ मैं स्वयं A रजिस्टर इन्क्रीमेंट करना चाहता हूँ लेकिन अगर मुझे यह निर्दिष्ट रजिस्टर मिल गया है INR B INR C DCR D की तरह तो उसके बाद यह सीधे एक्यूमिलेटर को प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए अब इस एड्रेस भाग में हेरफेर कैसे करें जैसे हमें यह एड्रेस रखने के लिए यह रजिस्टर जोड़ी मिल गई है कि यह ठीक है लेकिन हम इसे कैसे बदल सकते हैं क्या हम इस रजिस्टर जोड़ी की सामग्री को बदल सकते हैं तो यह इस इंस्ट्रक्शन INX का उपयोग करके संभव है तो जब यह x है तो यह एक्सटेंडेड है तो एक्सटेंडेड का मतलब यह 16 बिट है और आपको याद है कि 8085 एक 8 बिट प्रोसेसर है क्योंकि यह आम तौर पर 8 बिट डेटा पर काम करता है तो ऐसा नहीं है कि यह 16 बिट डेटा पर काम नहीं कर सकता है लेकिन आंतरिक कार्यान्वयन के अनुसार यह सभी 8 बिट है तो यही कारण है कि यह 8 बिट प्रोसेसर है तो यह रजिस्टर पेयर INX Rp है तो इस रजिस्टर पेयर को 1 से इन्क्रीमेंट किया जाएगा और DCX Rp इस रजिस्टर पेयर को 1 से डिक्रीमेन्ट करेगा और हमें इस Rp रजिस्टर जोड़े की तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है मान ले BC इसलिए जब यह C मान 0 के बराबर हो जाता है और हम इसे आगे डिक्रीमेन्ट करते हैं तो एक कैरी जनरेट किया जा रहा है और इसका स्वचालित रूप से ध्यान रखा जाता है इसलिए अगर यह INX और DCX इंस्ट्रक्शन नहीं थे तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है फिर आपको एक विस्तृत रूटीन लिखने की आवश्यकता है जिसके द्वारा आप यह 16 बिट इन्क्रीमेंट डिक्रीमेन्ट ऑपरेशन कर सकते हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन हैं यह INX और DCX ऑपरेशन अब लॉजिकल ऑपरेशन हैं तो इस अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद हमें लॉजिकल ऑपरेशन मिला है और हमें यह इंस्ट्रक्शन मिला है जैसे यह ANA फिर ANI तो ANA लॉजिकल ऑपरेशन है और ANI इमीडियेट है ORA ओर एक्यूमिलेटर है ORI ओर एक्यूमिलेटर कुछ इमीडियेट मूल्य के साथ फिर हमें एक्सआर ऑपरेशन के लिए XRA मिला है और XRI ऑपरेशन कुछ तत्काल ऑपरेंड के साथ एक्सआर मिला है इसलिए हमें यह स्रोत एक्यूमिलेटर के रूप में मिला है और हमें 8 बिट संख्या मिली है तो वह दूसरे ऑपरेंड के रूप में मेमोरी स्थान की सामग्री या रजिस्टर की सामग्री है और डेस्टिनेशन हमेशा एक्यूमिलेटर है तो अन्यथा वे एक ही रहते हैं तो एक और ऑपरेशन जो लॉजिक श्रेणी में है वह कॉम्पिलमेंट ऑपरेशन है तो यह एक्यूमिलेटर की सामग्री का 1's कॉम्प्लीमेंट करते है तो यह है कि यह एक्यूमिलेटर के सभी बिट्स को उल्टा कर देगा इसलिए इस तरह किसी अन्य ऑपरेंड को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है तो यह 0 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है क्योंकि ऑपरेंड निहित है तो यह CMA कॉम्प्लीमेंट एक्यूमिलेटर है तो यह 1's कॉम्प्लीमेंट है यह 2s कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो यह नहीं लेना चाहिए कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे एक संख्या का नकारात्मक मिलेगा तो यह एक लॉजिकल ऑपरेशन में सिर्फ दो बार बी है यही कारण है कि यह लॉजिकल ऑपरेशनएक अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है तो यह एक्यूमिलेटर रजिस्टर के व्यक्तिगत बिट्स के कॉम्प्लीमेंट के रूप में करेगा वहां अन्य लॉजिकल ऑपरेशन है तो हमें रोटेट इंस्ट्रक्शन मिला है तो यह एक्यूमिलेटर की सामग्री को एक पोजीशन बाईं या दाईं ओर घुमाएगा तो हमें 2 श्रेणियां मिली हैं एक रोटेट लेफ्ट और दूसरा रोटेट राइट है RL और RR अब जब हम इसे घुमाते हैं तो यह बाईं ओर होता है तो यह एक्यूमिलेटर बाईं ओर घूमता है एक्यूमिलेटर की 7 बिट बिट 0 और कैरी फ़्लैग पर जाएगी तो बिट 7 बिट 0 के साथ साथ कैरी फ्लैग पर जाएगा तो यह RLC रोटेट लेफ्ट विथ कैर्री के लिए है और फिर यह एक RAL है तो यह कैरी के माध्यम से एक्यूमिलेटर को लेफ्ट घुमाएगा तो यह कैरी के साथ है और यह कैरी के माध्यम से है तो इस मामले में बिट 7 कैरी पर जाएगा और कैरी बिट 0 पर जाएगा तो यह RLC और RAL है इसी तरह हमें RRC और RAC मिला है RARRRC के समान है लेकिन अब यह राइट है तो यह एक्यूमिलेटर को राइट ओर घुमाता है बिट 0 बिट 7 और कैरी फ्लैग पर जाता है और RAR यह कैरी के माध्यम से एक्यूमिलेटर को घुमाएगा एक्यूमिलेटर कैरी के माध्यम से बिट 0 कैरी को जाता है और कैरी बिट 7 को जाता है